हैलो इस कोर्स के एक अन्य मॉड्यूल माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका स्वागत है हम सप्ताह 7 मॉड्यूल 4 में हैं पिछले मॉड्यूल में हमने नॉइज़ के विभिन्न पहलुओं को कवर किया था नॉइज़ कैसे उत्पन्न होता है नॉइज़ को कैसे चिह्नित किया जाए और फिर हमने नॉइज़ फिगर और नॉइज़ मेजर की अवधारणा को भी पेश किया और फिर मैंने उल्लेख किया कि कैसे कैस्केड में चरणों को व्यवस्थित करना या कैसे व्यवस्थित करना है ताकि आपको समग्र रूप से सबसे कम नॉइज़ फिगर मिल सके इस मॉड्यूल में हम नॉइज़ फिगर सर्कल्स को कवर करेंगे या ऐसे सर्किल को कैसे डिज़ाइन करेंगे जिसमें नॉइज़ फिगर की आवश्यकता हो हम उस सर्किट को कैसे डिज़ाइन करते हैं ताकि नॉइज़ फिगर का एक विशेष मान प्राप्त हो सके इसलिए इस मॉड्यूल में हम बस उसी तरह आगे बढ़ेंगे जैसे हम उन गेन सर्कलस के लिए आगे बढ़े हैं जो एक सर्किट को ट्रांसड्यूसर गेन यूनिलैटरल मामले या उपलब्ध पावर गेन का ऑपरेटिंग पावर गेन के एक विशेष मान को डिजाइन करने के लिए हैं तो आइए देखते हैं कि इन नॉइज़ फिगर सर्कल को कैसे प्राप्त करें इसलिए पहला पहलू यह है कि हमारे पास अपना दो पोर्ट नेटवर्क है यह एक पावर दो पोर्ट नेटवर्क है और अगर हम इसे एक नॉइज़लेस सर्किट मानते हैं तो यह हमारा नॉइज़लेस दो पोर्ट नेटवर्क है और इसलिए हमारे पास दो मात्राओं के दो पहलू हैं जिन्हें निकाला जाना है इनपुट नॉइज़ वोल्टेज और करंट कहा जाता है इसलिए यह पोर्ट 1 है और यह पोर्ट 2 है अब मान लें कि हमारे पास एक नॉइज़ स्रोत है तो यह एक वर्तमान स्रोत है अब यह दिखाया जा सकता है कि अब मान लें कि यह हमारी पूरी व्यवस्था है यह हमारा इनपुट ka नॉइज़ वर्तमान स्रोत है यह इस नॉइज़ स्रोत का एमपीडेंस या एडमिटेंस है VN वर्ग और IN वर्ग इनपुट का नॉइज़ और नॉइज़ वोल्टेज और नॉइज़ करंट कहा जाता है फिर यह दिखाया जा सकता है कि Ys के एक विशेष मान के लिए नॉइज़ फिगर दिया गया है जहां हमारे पास यह Yopt Gopt प्लस jBopt के बराबर है इसलिए हमारे पास 1 2 3 है इस Fmin Rn और Yopt में 3 मात्राएं हैं यदि हम इन तीन मात्राओं को जानते हैं तो हम पूरी तरह से दो पोर्ट नेटवर्क से जुड़े नॉइज़ फिगर से जुड़े नॉइज़ को चिह्नित कर सकते हैं अब Gs यहां इस Ys द्वारा दिया गया है जो Gs प्लस jBs द्वारा दिया गया है इसलिए यह Ys का वास्तविक हिस्सा है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ का एक इष्टतम मान Ys है जिसके लिए हम Fmin प्राप्त करते हैं Fmin का मतलब है कि FYs के बराबर है Yopt के बराबर है Fmin यह T0 केवल इस बात पर जोर देने के लिए है कि नॉइज़ फिगर तापमान का एक फंक्शन है अब इस समीकरण को इस तरह सामान्यीकृत मानो के संदर्भ में फिर से लिखा जा सकता है अब यहाँ मैं आरगयूमेंट Y आरगयूमेंट T नहीं लिख रहा हूँ जहाँ yopt y0 पर yopt के बराबर है Rn के बराबर है अब yopt जिसे भी इस तरह के रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट गामा opt के रूप में लिखा जा सकता है अब यह ys y0 पर ys के बराबर है अब इस नॉइज़ फिगर f को लिखा जा सकता है अब यह दिखाया जा सकता है कि एक कंस्टन्ट नॉइज़ फिगर के लिए F गामा s के नियंत्रण रेखा के बराबर होगा और फिर इस Ri को इस तरह दिया जाएगा यह Ni दिया गया है इस रिश्ते से और हम दिखा सकते हैं कि यह ऐसा है

अब अगर हम इन कर्व फिगर सर्किल को प्लॉट करते हैं तो हम मॉनीटर के स्लाइड्स पर जाते हैं ये वे सर्किल हैं जो गामा S प्लेन हैं और हम जानते हैं कि गामा S प्लेन उपलब्ध पावर गेन से संबंधित है क्योंकि जब हम एक सर्किट डिजाइन करते हैं तो हम उपलब्ध पावर गेन का उपयोग करते हैं हम गामा S प्लेन में है और आप देख सकते हैं कि गामा S के बराबर गामा opt के लिए जो ys के बराबर yopt इन सर्कल के त्रिज्या 0 है गामा S त्रिज्या के अन्य मानो के लिए जो गामा S और गामा ys के बीच के अंतर के रूप में है मैं आपके क्षमा मांगता हूं गामा एस और गामा opt इन सर्किलों की त्रिज्या बढ़ जाती है तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यह गामा S प्लेन है और हम उपलब्ध पावर गेन सर्कल को खींच सकते हैं अब हम जानते हैं कि उपलब्ध पावर गेन सर्कल का केंद्र CA के साथ मूल और गामा S के लिए त्रिज्या के साथ जुड़ने वाली इस लाइन पर स्थित है जो गामा MS के बराबर है जो ट्रांसड्यूसर गेन का द्विपक्षीय समाधान है उस समय हमें GA के बराबर GAmax के बराबर GTmax मिलता है और उस बिंदु पर इन उपलब्ध पावर गेन वृत्त की त्रिज्या 0 है अब यदि हम उपलब्ध पावर गेन और नॉइज़ फिगर दोनों की आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहते हैं तब हम एक बिंदु चुनते हैं जहां यह माना जाता है कि यह उपलब्ध पावर गेन सर्कल है जो हम चाहते हैं और यह नॉइज़ फिगर सर्कल है जिसे हम इच्छित नॉइज़ फिगर कहते हैं और 2 के बीच चौराहे का बिंदु नॉइज़ फिगर और उपलब्ध पावर गेन दोनों के लिए समाधान देगा उसी तरह जो हम कर सकते हैं आप जानते हैं नॉइज़ फ़िगर सर्कल बनाएं हम नॉइज़ मेजर सर्कल भी बना सकते हैं और मैं इन नॉइज़ मेजर सर्कल में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन ये कभी कभी उपयोगी होते हैं इसलिए अगर हम उन लिखित स्लाइड्स पर वापस आते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि नॉइज़ मेजर जैसे स्टेज इस तरह से परिभाषित किया जाता है इसलिए हालांकि बहुत आम नहीं है लेकिन एक कंस्टन्ट नॉइज़ के लिए ये उपाय विशेष रूप से एकल चरणों के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं लेकिन हमारे पास नॉइज़ मेजर सर्कल हो सकती हैं जहां हम एक कंस्टन्ट M के लिए गामा S के स्थान का पता लगाते हैं इसलिए अगर हम इस मॉड्यूल को संक्षेप में बताना चाहते हैं तो हमने नॉइज़ फिगर सर्कल के बारे में सीखा हमने देखा कि एक चरण 2 पोर्ट नेटवर्क के नॉइज़ फिगर के लिए समीकरण लिखने के लिए 3 मात्राएँ आवश्यक हैं एक yopt Fmin और Rn है और हमने देखा कि कैसे हम इन नॉइज़ फिगर सर्कल को खींच सकते हैं और कैसे उपलब्ध पावर गेन सर्कल के साथ हम उपलब्ध पावर गेन और नॉइज़ फिगर की आवश्यकता दोनों को संतुष्ट करने के लिए ys के इष्टतम मानो को प्राप्त कर सकते हैं अब यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर कम नॉइज़ एम्पलीफायरों को डिजाइन करते समय किया जाता है हालांकि मैंने यह व्युत्पत्ति नहीं दिखाया है कि कैसे हमें नॉइज़ फिगर समीकरण के लिए गोंजाल्स द्वारा पुस्तक में दिए गए हैं मैं आपसे एक बार इसके माध्यम से जाने का आग्रह करता हूं